इस व्याख्यान और अगले में हम डेटा के प्रसंस्करण के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि IIoT सिस्टम के माध्यम से प्राप्त होता हैं जो कंपनियों में प्रयोग किया जाता हैं आइए हम सोचें कि हमने अब तक क्या कवर किया है इस विशेष मॉड्यूल में हमने औद्योगिक पैमाने में विभिन्न प्रकार के सेंसर की तैनाती के बारे में बात की है विनिर्माण संयंत्रों के विभिन्न भागों में विभिन्न उद्योगों में विभिन्न प्रकार के सेंसर का उपयोग किया जा सकता है हमने इसके साथ शुरुआत की फिर हमने इसके बारे में विस्तार से बात की हमने विभिन्न प्रकार के कनेक्टिविटी तंत्रों के बारे में बात की जिनका उपयोग किया जा सकता था हमने विभिन्न प्रोटोकॉल संचार प्रोटोकॉल नेटवर्क बुनियादी ढांचे और विभिन्न प्रकार के टोपोलॉजी के उपयोग बारे में बात की है हमने इन सभी कनेक्टिविटी मुद्दों के बारे में बात की है ये अलग अलग सेंसर और एक्ट्यूएटर सभी जुड़े हुए हैं इस विशेष नेटवर्क के माध्यम से जो हमने पिछले व्याख्यान में देखा हैं डेटा मूल रूप से कहीं से प्राप्त होता है यह प्राप्त होता है हमें क्लाउड में या किसी सर्वर में या कहीं यह प्राप्त होता है और इस डेटा को संसाधित करना होता है इसलिए अधिकांश मामलों में इसे जल्द से जल्द संसाधित करना होगा तो इस डेटा को कैसे संसाधित किया जाना है और अलग अलग तंत्र क्या हैं IoT डेटा के प्रसंस्करण के संदर्भ में क्या अलग अलग शोध कार्य कर रहा हैं और कुछ इसी तरह हम इस विशेष व्याख्यान में देखने जा रहे हैं आइए हम सेल्फ ड्राइविंग कारों पर एक नज़र डालें जो हाल के दिनों में बहुत लोकप्रिय हो गई है तो ये सेल्फ ड्राइविंग कार या सेल्फ ड्राइविंग कारों के बारे में भूल जाते हैं हम स्मार्ट कारों के बारे में बात करते हैं सामान्य तौर पर ये स्मार्ट कार विभिन्न सेंसर और विभिन्न संचार उपकरणों से लैस हैं और यह विभिन्न कारें हमे उम्मीद है की हम अगले कुछ वर्षों में इन कनेक्टेड कारों को भारी संख्या में देखने जा रहे हैं इन कारों से वे बड़ी मात्रा में डेटा उत्पन्न करेंगे और यह अनुमान के अनुसार अनुमानित है यह अनुमान है कि ये कारें और विशेष रूप से स्वायत्त कारें वे प्रति सेकंड 100 MB per second पर डेटा उत्पन्न करने जा रहे हैं 100 mbps पर यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रति सेकंड यह बहुत अधिक डेटा उत्पन्न होने वाला है तो इस डेटा से निपटा जाना होगा अगर हम सेल्फ ड्राइविंग कारों के मामले को लें तो सेल्फ ड्राइविंग कारें GPS से लैस हैं जीपीएस इन कारों में लगभग 50 kbps की दर से डेटा प्रसारित करता है सोनार इन कारों को सोनार मॉड्यूल से लैस किया जा सकता है और जो 10 से 100 kbps की दर से डेटा भेज सकता है LiDAR 10 से 70 mbps रडार 10 से 100 kbps कैमरा 20 से 40 mbps और इसी तरह इसलिए जैसा कि हम देख सकते हैं कि इन स्वायत्त कारों के व्यक्तिगत घटक वे भारी दरों पर बहुत सारा डेटा उत्पन्न करने जा रहे हैं इसलिए आपको इस तरह के डेटा से निपटना होगा और एकत्र किए गए इस विशेष डेटा से उचित अर्थ प्राप्त करना होगा किसी प्रकार का प्रोसेसिंग इंजन होना चाहिए जो निष्पादित हो और अर्थ प्राप्त करे एकत्रित डेटा से हम इस डेटा से कैसे निपट सकते हैं हमें पहले उस डेटा के प्रकार को समझना होगा जो हम प्राप्त कर रहे हैं डेटा जिसे हम प्राप्त करते हैं अलग अलग प्रकार का हो सकता है सबसे पहले इस डेटा में बड़े पैमाने पर बहुरूपता है बड़े पैमाने पर बहुरूपता का अर्थ है हम बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सेंसर दबाव सेंसर कंपन सेंसर ध्वनि सेंसर और बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सेंसर का उपयोग करने के बारे में बात कर रहे हैं इन विभिन्न प्रकार के सेंसरों के डेटा के साथ निपटा जाना होगा क्योंकि वे अलग अलग दरों में आते हैं वे अलग अलग प्रकार के होते हैं उनके डेटा प्रकार भिन्न होते हैं और इसी तरह तो उनके पास अलग अलग किस्में हैं विभिन्न प्रकार के डेटा एक ही पाइप के माध्यम से आ रहे हैं इसके अतिरिक्त यह डेटा विभिन्न प्रारूपों में आएगा उनका सटीक स्तर अलग होगा इस डेटा की विशेषता वाले मैट्रिक्स सभी अलग अलग होने वाले हैं इसलिए इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के डेटा विभिन्न प्रकार की किस्मों के डेटा से निपटा जाना होगा अगली बात यह है कि आपको वास्तविक समय में डेटा से निपटना होगा प्राप्त डेटा से अधिकांश मूल्य बनाने में सक्षम होना चाहिए तो डेटा को इस वास्तविक समय में निपटना होगा इसलिए डेटा को वास्तविक समय में निपटाया जाना होगा और हमने पहले ही देखा है कि इस प्रकार के डेटा में विषमता है जो इस आम पाइप के माध्यम से प्राप्त हुआ है वैचारिक रूप से अगर हम उस तरह से सोच सकते हैं और यह विषमता स्वयं समय के संबंध में गतिशील होने वाली है समय के साथ इस विशेष डेटा की प्रासंगिकता के साथ विषमता का प्रकार भी बदलने वाला है इन विभिन्न डेटा घटकों के बीच संबंध लौकिक संबंध ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस डेटा को उपयोगी बनाने के लिए इसे समझना होगा किसी प्रकार का सहसंबंध होना चाहिए जिसे समय पर स्थापित करना होगा और प्राप्त होने वाले डेटा के अन्य संभावित आयामों को समझना होगा तो ये इन विभिन्न विशेषताओं या डेटा की विशेषताओं में से कुछ हैं और हमने देखा है कि इस प्रकार के डेटा को उचित रूप से निपटाना होगा अब इसलिए हमें डेटा को संसाधित करना होगा लेकिन इस प्रसंस्करण के संबंध में विभिन्न चुनौतियाँ हैं औद्योगिक प्रणालियों में डेटा की जटिलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ये औद्योगिक प्रणालियां साइबर भौतिक प्रणालियों के व्यवहार को प्रदर्शित करती हैं जहां एक जटिल संबंध है साइबर घटक और विभिन्न मशीनों के भौतिक घटक के बीच मे इसलिए विभिन्न अनुप्रयोगों के माध्यम से व्याख्या करने के लिए आवश्यक है उन पैटर्न की व्याख्या करना जो इन विभिन्न साइबर भौतिक प्रणालियों से आ रहे डेटा के है सटीक निर्णय लेने होंगे और इन निर्णयों को न्यूनतम विलंबता के साथ लेना होगा इसका मतलब है कि कम से कम संभव समय में इस निर्णय के बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए जैसे कि डेटा जो आ रहा है वह क्या करने जा रहा है अगर किसी भी तरह की चीज है जो भविष्य में होने वाली है इसलिए इस तरह के फैसले लेने होंगे इसलिए स्टोरेज से पहले भी सबसे पहले डेटा को स्टोर करना होगा और एक भंडारण के बाद डेटा का विश्लेषण कर सकता है लेकिन भंडारण से पहले भी कई मामलों में डेटा का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो सकती है और यह वास्तविक समय के अनुप्रयोगों के लिए विशेष रूप से सच है जहाँ वास्तविक समय में निर्णय लेने होते हैं तो किसी प्रकार की जटिल घटना प्रसंस्करण है जिसे निष्पादित करना होगा डेटा का विभिन्न घटना धाराओं के बीच सहसंबंधों में विश्लेषण करना होगा इन विभिन्न डेटा स्रोतों से पता लगाना होगा तो आइए हम इस जटिल ईवेंट प्रोसेसिंग को देखें तो ऐसा करने के तरीकों में से एक नियम आधारित इंजन की मदद से है और इसे इस विशेष चित्र में यहां दिखाया गया है तो हम जटिल ईवेंट प्रोसेसिंग को देखते हैं इसे लागू करने के तरीकों में से एक नियम आधारित इंजन का उपयोग करना है तो हम इस विशेष आकृति को देखते हैं हमारे पास यह जटिल घटना प्रसंस्करण तंत्र है जो गणना करता है डेटा विभिन्न घटना स्रोतों से आते हैं और इस डेटा को संसाधित करना होगा अप्रासंगिक घटनाओं को फ़िल्टर करने के संबंध में पैटर्न और संबंधों का पता लगाने के संबंध में और डेटा में संदर्भ को जोड़ना होगा तो इन सभी चीजों को इस कम्प्यूट इंजन में उचित रूप से किया जाना चाहिए और इसके आधार पर या तो किसी प्रकार का सक्रियण होगा या इस डेटा को उचित रूप से किसी अभिनेता और लौकिक पैटर्न को निकालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस विशेष घटक में जटिल घटना प्रसंस्करण के माध्यम से पता लगाना होगा इसलिए वास्तविक समय के पास वास्तविक में डेटा को संसाधित करना बहुत महत्वपूर्ण है इसका मतलब है कि निर्णयों से मूल्य प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए यथासंभव वास्तविक समय जो डेटा के प्रसंस्करण से बाहर किए गए हैं तो अगर हम इस प्रसंस्करण के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यह प्रसंस्करण कहाँ करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास अलग अलग सेंसर हैं जो इस चित्र में दिखाए गए हैं तो यह सेंसर बहुत सारा डेटा भेज रहे होंगे इस डेटा को संसाधित करना होगा यह प्रसंस्करण या तो कुछ सर्वर के छोटे सर्वरों के माध्यम से किया जा सकता है या उस प्रकार का कुछ सेंसर के करीब सेंसर के जितना करीब हो सकता है प्रसंस्करण में विलंबता को कम करने के लिए या डेटा को क्लाउड में भेजा जा सकता है यह भी संभव है कि आंशिक रूप से डेटा का कुछ हिस्सा यहां एज पर संसाधित किया जाएगा और शेष प्रसंस्करण क्लाउड पर किया जाएगा तो यह वितरित प्रसंस्करण या वितरित कंप्यूटिंग का प्रवाह है जो लाल रंग का तीर दिखाता है और इसे नीले रंग के तीर के माध्यम से केंद्रीकृत प्रसंस्करण मार्ग दिखाया गया है तो यह मूल रूप से केंद्रीकृत प्रसंस्करण है और यह डेटा के वितरित प्रसंस्करण के लिए मार्ग है इसलिए हम देखते हैं कि सेंसर से जो डेटा आता है उसका या तो विश्लेषण करना होगा और उसे पूरी तरह से क्लाउड पर भेजना होगा और इसे क्लाउड पर प्रोसेस करना होगा या इसे edge पर भेजा जा सकता है प्रसंस्करण edge पर होगा और बाकी प्रसंस्करण क्लाउड पर किया जाएगा या यह छोटी jobs के लिए भी संभव है प्रसंस्करण पूरी तरह से edge पर किया जाएगा तो सभी 3 अलग अलग संभावनाओं को लागू किया जाना संभव है अब यह महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार के प्रसंस्करण की पहचान की जाए edge पर क्या संगणना की जाएगी क्या प्रसंस्करण या क्लाउड पर क्या संगणना की जाएगी और इससे भी महत्वपूर्ण बात यदि आपको edge और क्लाउड के बीच प्रसंस्करण को वितरित करना है तो आप उस भेदभाव को कैसे बनाते हैं और तदनुसार वितरण करते हैं इसलिए यह प्रस्तावित है कि हम किसी प्रकार के मिडलवेयर का उपयोग कर सकते हैं मिडलवेयर का मतलब है कि यह एक सॉफ्टवेयर लेयर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर और एप्लिकेशन लेयर के बीच में खड़ी होगी तो यह विशेष रूप से मिडलवेयर सॉफ़्टवेयर डिवाइस की कार्यक्षमता के अनुसार अलग अलग सेवाएं प्रदान करेगा यह मिडलवेयर सुरक्षा तंत्र भी लागू कर सकता है यह डिवाइस की विषमता और संबंधित डेटा विषमता को भी संभाल सकता है इसलिए विभिन्न मिडलवेयर सॉल्यूशंस हैं जो प्रस्तावित हैं और उनमें से कई सर्विस ओरिएंटेशन सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर आधारित मिडलवेयर पर आधारित हैं तो आइए हम इसे एंड टू एंड मैकेनिज्म देखें और इसे स्टेपवाइज हाइलाइट करने की कोशिश करें कि यह प्रोसेसिंग किस तरह से तस्वीर में आ रही है और इसका महत्व क्या है तो हम इस विशेष आकृति को देखें और जैसा कि यहाँ दिखाया गया है हम बात कर रहे हैं हम विभिन्न चरणों के बारे में बात कर रहे हैं कदम एक क्लाउड में नियमों और कार्यों को कॉन्फ़िगर कर रहा है इसलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को क्लाउड पर करने के बाद इन नियमों को edge पर तैनात करना आवश्यक है यह तैनाती करनी होगी इसके बाद डिवाइस डेटा इन सेंसरों से इन IIoT सेंसरों से प्रवाहित होगा ये डिवाइस डेटा सेंसरों से या एंड डिवाइसेस से एज डिवाइस तक प्रवाह करने वाले हैं आइए मान लेते हैं कि यह एज डिवाइस या गेटवे है जो आंशिक प्रोसेसिंग कर रहा है इसके बाद यह एज एनालिटिक्स एजेंट एग्रीगेशन फिल्टरिंग जैसे नियम बनाने वाले अलर्ट्स को लागू करने जैसे काम करेगा डेटा और एक्शन फ्लो को बाद में वापस क्लाउड पर भेज दिया जाता है आगे की प्रक्रिया के लिए जहां शुरू में हमने नियमों और इसी क्रियाओं के कॉन्फ़िगरेशन के साथ शुरुआत की थी वो होने जा रहे हैं और उसके बाद वास्तविक कार्रवाई करने जा रहे हैं और इस विश्लेषण के आधार पर डेटा का विश्लेषण करना भी महत्वपूर्ण है मूल रूप से डेटा पर कार्रवाई की जाएगी तो मूल रूप से डेटा के इस विश्लेषण को करना होगा और इसे ज्यादातर क्लाउड पर करना होगा लेकिन आंशिक रूप से यह एनालिटिक्स भी edge पर किया जा सकता है इसका मतलब है कि गेटवे डिवाइस इसलिए हमने प्रोसेसिंग के बारे में बात की हमने एनालिटिक्स के बारे में बात की तो कुछ बिजनेस प्रोसेसिंग एनालिटिक्स का प्रदर्शन करना होगा तो यह बिजनेस प्रोसेसिंग एनालिटिक्स 3 अलग अलग प्रकार की हो सकती है यह प्रिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव या प्रेडिक्टिव हो सकती है प्रिस्क्रिप्टिव मूल रूप से कुछ कार्यों को करने के लिए क्या क्यों और क्यों जैसी चीजों पर सवाल उठाती है और इसे करने के लिए जो enablers हैं वह हैं कुछ अनुकूलन तकनीक सिमुलेशन विभिन्न निर्णय मॉडल का उपयोग आदि और अंत में परिणाम सबसे अच्छा संभव व्यापार निर्णय है और यह निर्धारित है जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि प्रिस्क्रिप्टिव का अर्थ है कि यह निर्धारित करेगा कि व्यवसाय का सबसे अच्छा संभव निर्णय क्या है वर्णनात्मक बातचीत जो पहले से ही हुई है और वर्तमान में हो रही है और इसके आधार पर परिणाम आते हैं जैसे कि व्यापार के सवाल और अवसर वर्णनात्मक विश्लेषण के लिए enablers डैशबोर्ड रिपोर्ट स्कोरकार्ड आदि प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स सवाल करता हैं क्या होगा और क्यों होगा इसके लिए enablers हैं डेटा माइनिंग विभिन्न डेटा माइनिंग तकनीक वेब माइनिंग तकनीक और भविष्य कहने वाली तकनीक हैं भविष्य कहने वाली तकनीक भविष्य की स्थितियों के लिए पूर्वानुमान हैं इसलिए अलग अलग समाधान हैं जो एनालिटिक्स और प्रोसेसिंग के संबंध में रखे गए हैं इसलिए समाधान का एक स्रोत यहां दिया गया है तो यह विशेष समाधान Colombo et al द्वारा प्रस्तावित किया गया था यह प्रसंस्करण के संदर्भ में पर्यवेक्षी नियंत्रण और प्रबंधन के बारे में बात करता है इसलिए जैसा कि हम इस विशेष समाधान तंत्र में इसके 3 अलग अलग घटकों को देख सकते हैं केंद्र में मूल रूप से सेवा cloud है और तल पर विभिन्न परतों का एक ढेर है तो यह उत्पादन प्रक्रिया के साथ शुरू होता है उत्पादन प्रक्रिया फिर सेंसर और एक्ट्यूएटर्स SCADA MES और ERP को नियंत्रित और इंटरलॉकिंग करते हैं तो ये अलग चीजें हैं जो उनके समाधान के अनुसार लागू की जाती हैं और एक ही समय में विभिन्न कार्य जैसे मोबाइल ऐप की निगरानी विभिन्न मोबाइल ऐप चलाने प्रबंधन रणनीति व्यावसायिक तर्क कार्यान्वयन जैसे कार्य भी किए जाते हैं तो यह सेवा cloud जिसकी हम यहां पर बात करते हैं Colombo et al द्वारा समाधान दिया गया हैं किसी प्रकार के पर्यवेक्षी दूरस्थ पर्यवेक्षी नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है यह सेवा रचना भी करता है सेवा संरचना का अर्थ है कि हमारे पास कई अलग अलग सेवाएं होंगी जिन्हें सेवाओं के विभिन्न समूहों में एक साथ एकत्रित किया जाएगा तो यह सेवा रचना है और सेवा क्लाउड का तीसरा घटक या इसकी कार्यक्षमता है कि यह स्वचालन पदानुक्रम का वर्चुअलाइजेशन करता है तो ये कोलंबो एट अल के प्रस्ताव के अनुसार सेवा क्लाउड की 3 प्राथमिक कार्यक्षमताएं हैं MIDAS नाम का एक और समाधान है जो किसी प्रकार का IoT M2M प्लेटफॉर्म प्रदान करता है तो यह MIDAS प्लेटफ़ॉर्म एक मॉड्यूलर स्केलेबल और सुरक्षित आर्किटेक्चर प्लेटफ़ॉर्म है यह एक लचीला डिजाइन प्रदान करता है और आधार या क्लाउड आधारित तैनाती के लिए एक सुविधा प्रदान करता है इसलिए विभिन्न प्रकार के एनालिटिक्स हैं जिन्हें MIDAS प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा सकता है रनटाइम एनालिटिक्स का प्रदर्शन किया जा सकता है या बैच एनालिटिक्स का प्रदर्शन किया जा सकता है और MIDAS में रिपॉजिटरी में अलग अलग पूर्वनिर्धारित समाधान होते हैं जिन्हें लागू किया गया है अब हम प्रसंस्करण के संबंध में Zhou et al द्वारा महत्वपूर्ण शोध कार्यों में से एक या प्रसंस्करण के संबंध में चल रहे कुछ शोध कार्यों पर नजर डालते हैं इस पूर्ण संदर्भ को स्लाइड के अंत में दिया गया है इसलिए यह विशेष content aware processing के बारे में बात करता है तो प्रसंस्करण content aware में किया जाता है तो वहाँ क्या प्रसंस्करण किया जाता है कंटेंट अवेयर तो वे IIoT के लिए एक विश्लेषणात्मक ऊर्जा मॉडल के बारे में बात करते हैं जहां ट्रांसमिशन और प्रसंस्करण ऊर्जा लागत के बीच संबंध स्थापित होते हैं और किसी प्रकार के स्टोकेस्टिक द्रव मॉडल का उपयोग डेटा को सहसंबंधित करने और सहसंबंध का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है जो मूल रूप से उस विशेष सहसंबंध के आधार पर निर्णयों का अनुमान लगाने की कोशिश करता है तो इस विशेष प्रणाली के परिणाम वितरित कंप्यूटिंग को सक्षम करने के लिए है अत्यधिक सहसंबद्ध डेटा स्रोतों के लिए तो यह कंटेंट अवेयर था अगला एक प्रसंग है और यह विशेष तंत्र Akbar et al द्वारा प्रस्तावित किया गया था और वे संदर्भों के उपयोग के बारे में बात करते हैं विभिन्न संदर्भों की जानकारी प्रसंस्करण करने के लिए उपयोग की जाती है इसलिए यहां वे stream प्रोसेसिंग के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए विभिन्न संदर्भों के साथ टैग किए गए विभिन्न स्रोतों से आने वाले डेटा की विभिन्न धाराओं का उपयोग प्रसंस्करण के लिए किया जा रहा है तो वर्तमान CEP आधारित प्रणालियों की सीमाएं इसका मतलब है संदर्भ जागरूक प्रणाली संबंधों को निकालने में सक्षम हैं Dey et al द्वारा एक और काम वे विभिन्न प्रसंस्करण टोपोलॉजी के उपयोग के बारे में बात करते हैं इसलिए यहां वे कुछ प्रकार के संदेश ब्रोकर का उपयोग करके वास्तविक समय IoT प्रसंस्करण प्रणालियों के बारे में बात कर रहे हैं संदेश दलाल जैसे कि MQTT जिसका हमने पहले अध्ययन किया है या इसी तरह Apache Kafka का उपयोग उनके सिस्टम में संदेश दलालों के रूप में किया जा सकता है और उन डेटा को विभिन्न विश्लेषणात्मक पाइपलाइनों में स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इस काम में वे एकल संदेश कतारों के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं और जो स्केलेबल और एकल कतारों में नहीं हो सकते हैं जाहिर है विलंबता को बढ़ाएगा वैकल्पिक रूप से यदि आप एकल संदेश कतारों का उपयोग कर रहे हैं जिससे डेटा की मात्रा बढ़ जाती है तो उनसे जुड़े सेंसर की संख्या सेंसर की संख्या कम हो सकती है और यह भी संभव है कि आउट ऑफ ऑर्डर डेटा आएगा क्योंकि बफर स्पेस बहुत सीमित है तो इन सभी समस्याओं से उचित रूप से निपटा जा सकता है तो इस तरह की एकल संदेश कतार आधारित प्रणाली से निपटने के लिए एक अनुभवहीन दृष्टिकोण अधिक सर्वर स्थापित करना है लेकिन अधिक सर्वर स्थापित करना अव्यावहारिक है और यह इस मौजूदा सर्वर अवसंरचना का उचित उपयोग नहीं कर सकता है Dey et al इस विशेष समस्या से निपटने के लिए वे अपनी वास्तुकला के साथ आए उनकी वास्तुकला में उनके पास उत्पादक चरण है उनके पास उपभोक्ता चरण है और मॉडलिंग चरण है निर्माता चरण विभिन्न टोपोलॉजी के समान है और जैसा कि हम यहां देखते हैं ये अलग अलग टोपोलॉजी हैं जिनका उन्होंने विश्लेषण किया है उनके पास सेंसर टोपोलॉजी है जहां हम देख सकते हैं कि व्यक्तिगत सेंसर जुड़े हुए हैं या अलग अलग विषयों के साथ मैप किए गए हैं इस तरीके से और वे डेटा मूल रूप से इस जंक्शन पर एकत्रित होते हैं तो यह सेंसर टोपोलॉजी है उन्होंने मूल रूप से कमरे की टोपोलॉजी कमरे की टोपोलॉजी का भी विश्लेषण किया है यह क्या करता है कि इस एकत्रीकरण का विषय स्तर है इसलिए अलग अलग सेंसर वाले एक विशेष कमरे में यह डेटा आने वाला है और विषयवार यह एकत्रीकरण कमरे के स्तर पर प्रदर्शन करने वाला है वे प्रवाह टोपोलॉजी का भी विश्लेषण करते हैं प्रवाह टोपोलॉजी में जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि भवन के विभिन्न मंजिलों में अलग अलग सेंसर स्थापित किए गए हैं और इसलिए इन सभी सेंसर डेटा का विश्लेषण और विषयवार ज्ञान फर्श स्तर में किया जाता है तो ये सेंसर टोपोलॉजी रूम टोपोलॉजी और फ्लो टॉपोलॉजी के विभिन्न प्रकार हैं जिनका उन्होंने विश्लेषण किया है इसलिए निर्माता चरण में निर्माता चरण मूल रूप से इन सभी विभिन्न टोपोलॉजी के समान है उपभोक्ता चरण विषय डेटा को निकालता है और उन्हें विभिन्न प्रमुख मूल्य युग्मों में परिवर्तित करता है और मॉडलिंग का चरण मूल रूप से डेटा की वर्कलोड मॉडलिंग करता है जो प्राप्त होता है Kaed et al ने सिमेंटिक रूल इंजन SREs के उपयोग के बारे में बात की है ये नियम इंजन इन विभिन्न गेटवे या एज पर तैनात किए जाते हैं तो ये नियम इंजन स्थान और माप प्रकार के संबंध में किसी प्रकार का उच्च स्तरीय प्रसंस्करण करने जा रहे हैं जिसका उपयोग नियम बनाने के लिए किया जाता है इसलिए यह प्रारंभिक स्तर का प्रसंस्करण नियम इंजन द्वारा किया जाने वाला है सिमेंटिक इंजन विभिन्न उपकरणों के अमूर्त विषमता प्रदान करने जा रहा है इस विशेष घटक सिमेंटिक इंजन में व्यावसायिक लॉगिक्स स्वचालित रूप से निम्न स्तर के नियमों के रूप में लागू किए जाएंगे और यह लीवरेजिंग डिवाइस मेटाडेटा और इन विभिन्न उपकरणों से प्रासंगिक डेटा की पुनर्प्राप्ति सिमेंटिक नियम इंजन द्वारा की जाएगी Wang et al BDA IIoT ढांचे के साथ आए जहां वे उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं बीडीए की इसका मतलब है समुद्री उद्योगों में उपयोग के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स IIoT फ्रेमवर्क तो इसमें वे इस वास्तुकला के साथ आए जहां उनके पास ये घटक IIoT घटक पोत BDA घटक है इसका मतलब है एक बड़ा डेटा विश्लेषणात्मक घटक पोत इसका मतलब है कि यह पोत स्तर और भूमि बीडीए घटक जो कि भूमि स्तर पर विश्लेषिकी करता है करने जा रहा है इसलिए डेटा के भाग को संसाधित किया जाएगा और पोत पर विश्लेषण किया जाएगा और इसका हिस्सा भूमि पर भेजा जाएगा और पोत स्तर प्रसंस्करण के लिए संबंधित इंजन और भूमि स्तर प्रसंस्करण किया जाएगा तो यह इस पोत घटक है और यह भूमि घटक है डाटा प्रोसेसिंग के लिए Karnouskos एक और उपाय लेकर आए डेटा प्रोसेसिंग के लिए उनके पास अलग अलग घटक हैं उनके पास सेवा इंजन एक गणना इंजन और फ़िल्टरिंग घटक है तो ये सभी चीजें डेटा प्रोसेसिंग इंजन में होने जा रही हैं सेवा संगणना विभिन्न प्रकार की संगणना वगैरह की गणना और इन सभी को छानना इस डाटा प्रोसेसिंग इंजन के विभिन्न घटक हैं तो यहाँ मूल रूप से यह विशेष इंजन उन्होंने अलग अलग मॉडल के साथ बातचीत करने पर विचार किया है खोज घटक सुरक्षा घटक एकीकरण घटक परिनियोजन घटक कॉन्फ़िगरेशन घटक और डेटा प्रबंधन घटकों के साथ इसलिए जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि इस विशेष सेवा इंजन द्वारा यहां पर जटिल इवेंट प्रोसेसिंग की जाएगी जो कि वास्तविक समय सहसंबंध और ईवेंट डेटा के एकत्रीकरण का ध्यान रखेगा Hossain et al स्वास्थ्य IIoT समाधान के साथ आया था और यह वह समाधान है जिसके साथ वे आए थे अपनी वास्तुकला में वे स्मार्ट घरों के बारे में बात कर रहे हैं वे स्मार्ट घरों पर विचार करते हैं वे विभिन्न पहनने योग्य सेंसर के उपयोग पर विचार करते हैं जो विभिन्न मनुष्यों के स्वामित्व में हो सकते हैं और घरों में विभिन्न पर्यावरण नियंत्रण सेंसर का उपयोग भी कर सकते हैं तो इन पर्यावरण सेंसर और इन variable सेंसर से डेटा जैसे कि अलग अलग स्वास्थ्य निगरानी सेंसर जैसे कि spo2 तापमान संवेदक रक्तचाप सेंसर ये सभी डेटा को एनालिटिक्स के लिए क्लाउड में भेजने जा रहे हैं लेकिन यह है कि वे इस विशेष गेटवे के माध्यम से भेजने जा रहे हैं और इन एनालिटिक्स के आधार पर अलग अलग उपयोगकर्ताओं के लिए अलग अलग सेवाएं दी जाने वाली हैं और ये उपयोगकर्ता एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं उपयोगकर्ता का मतलब है कि यह लोगों की तरह अंतिम उपयोगकर्ता हो सकता है घर के निवासी अंत उपयोगकर्ता या यह विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता हो सकते है Wang et al द्वारा एक और काम में वे स्मार्ट कारखानों के लिए एक मल्टी एजेंट सिस्टम के साथ आए जहां वे बहुत नीचे की परत पर भौतिक संसाधनों के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं ये भौतिक संसाधन जैसे मशीन कन्वेयर और वे उत्पाद जो सेंसर से लैस होने जा रहे हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसलिए औद्योगिक नेटवर्क के माध्यम से डेटा केंद्रीकृत घटना केंद्रीकृत प्रसंस्करण के लिए आने वाला है ये डेटा आमतौर पर बड़े डेटा की प्रकृति के होते हैं और यह बड़ा डेटा प्रोसेसिंग प्रदर्शन करने वाला है और इसके आधार पर विभिन्न टर्मिनलों का पर्यवेक्षी नियंत्रण होने जा रहा है प्रदर्शन किया जाएगा एक और काम हाल ही में Theorin et al द्वारा किया गया है 2017 में जहां वे लाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर LISA के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं जो एक इवेंट संचालित सूचना प्रणाली है जिसमें अलग अलग शिथिल युग्मित घटक होते हैं जैसे कि ईवेंट घटक संदेश बस संचार समापन बिंदु और सेवा समापन बिंदु तो यह इस वास्तुकला में इन विभिन्न घटकों के साथ आए हैं इसके साथ हम व्याख्यान के इस भाग के अंत में आते हैं शुरू में मैंने डेटा के प्रसंस्करण के महत्व के बारे में बात की थी यहां मैंने आपको दिखाया है डेटा की विशेषताएं जो इन IIoT आधारित प्रणालियों से प्राप्त होती हैं फिर हमने विभिन्न समाधानों के माध्यम से काम किया जो कि अलग अलग IIoT संदर्भों में संस्थापनों के बारे में बात कर रहे हैं IIoT प्रणालियों के संस्थापन विभिन्न संदर्भों और उनके प्रसंस्करण में इन अलग अलग संदर्भों से आपको यह अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी कि प्रसंस्करण कितना महत्वपूर्ण है और व्यवहार में उद्योग पैमाने पर प्रसंस्करण कैसे लागू किया जा सकता है ये सभी अलग अलग संदर्भ हैं और इसके साथ ही हम समाप्त करते हैं अगले व्याख्यान में हम कुछ और मामलों के अध्ययन के बारे में बात करने जा रहे हैं कुछ और अलग समाधान जो हाल के समय में प्रस्तावित किए गए हैं जो डेटा के IIoT प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं धन्यवाद